ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स II भाग 7 हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 37 के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछली क्लासेस में हमने पॉइंट के प्रोजेक्शन और लाइन के प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश की और अब हम प्लेन के प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आइए हम प्लेन के इन प्रोजेक्शन पर दृष्टि डालते हैं परिभाषा से प्लेन एक 2D ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उदाहरण के लिए यदि हम इस ड्रॉइंग शीट को लेते हैं तो यह एक प्लेन है इसकी मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में काफी कम है उदाहरण के लिए रेक्टेंगल स्क्वायर सर्किल ट्रेपीजियम आदि प्लेन ही हैं अब यदि यह प्लेन क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के साथ विभिन्न कोण बनाते हैं तो इनके प्रोजेक्शन कैसे बनेंगे कई बार क्या होता है कि यह रैक्टेंगल अलग अलग सेक्शंस और कोणों के साथ दोनों क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष झुके हुए हो सकते हैं यदि ऐसा है तो क्या हम स्टेप बाय स्टेप इसे बना सकते हैं इनके प्रोजेक्शन जैसे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे दिखते हैं तो आइए अब हम इन्हें बनाते हैं तो साधारणतया प्लेन के विवरण में क्या दिया होता है जैसे कि एक स्क्वायर की भुजा की लंबाई या एक रैक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है और साधारणतया यह भी दिया होता है कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष इस प्लेन की स्थिति क्या है संभवतः हमें सतह का रेफरेंस प्लेन्स के साथ झुकाव दिया हुआ होता है और कुछ प्रॉब्लम्स में इसके किनारों का रेफरेंस प्लेन्स के साथ झुकाव दिया हुआ होता है यदि ऐसा है तो क्या हम इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बना सकते हैं आइए इस रैक्टेंगल को लेते हैं तो यह एक रैक्टेंगल है जो कि क्षैतिज तल के समानांतर है यह 3D में कैसा दिखता है तो यहां यह एक रैक्टेंगल है जो कि क्षैतिज तल के समानांतर है यह एक क्षैतिज तल है 3D में यदि हम इस व्यू से देखते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह पूरा तल एक जगह हो जाता है और हमें फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन देखेगी यदि हम इस रैक्टेंगल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें टॉप व्यू में एक और रेक्टेंगल दिखेगा जब यह रेट रैक्टेंगल क्षैतिज तल के समानांतर है तब इस रेक्टेंगल की वास्तविक लम्बाई हमें फ्रंट व्यू में देखने को मिलती है और इसका पूरा क्षेत्रफल हमें टॉप व्यू में देखना को मिलता है जहां हमारे पास इसकी लम्बाई भी है और चौड़ाई भी अब इस क्षैतिज तल को हम 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो किस तरह के प्रोजेक्शन्स हमें मिलते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यह रेक्टेंगल ABCD है और यहां हम a b को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं तो जब हम इस तरह से इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो फ्रंट व्यू में A B एक जगह होकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो जो फ्रंट व्यू हमें मिलता है उसमें a b एक ही जगह पर है इसी प्रकार से c d भी एक ही जगह पर है इस तरह से हम इसे ध्यान से देखतें हैं फिर हम इन बिंदुओं से प्रोजेक्शन्स नीचे की तरफ खींचते हैं यदि हमें यह पता है कि VP के सामने बिंदु a कहाँ पर है तो हम आसानी से बिंदु a को चिन्हित कर लेंगे तो एक दूसरी क्षैतिज लाइन बनाते हैं ताकि a बिंदु को चिन्हित कर सकें जैसा कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई हमें पता है तो हम बिंदु b को आसानी से चिन्हित कर सकते हैं एक बार जब b का पता चल जाता है तो हमें यह लोकस पता है और लम्बाई भी तो यहां हम बिंदु c को चिन्हित कर लेते हैं हमें बिंदु a पहले से ही पता है और लम्बाई भी तो यहां हम बिंदु d को चिन्हित कर लेते है अब इन सब बिंदुओं a b c और d को मिला देते हैं इस प्रकार से हम इस रेक्टेंगल के टॉप व्यू को बनाते हैं अब मान लीजिये कि यही रेक्टेंगल क्षैतिज तल के सापेक्ष झुका हुआ है तो इसको देखने की कोशिश करते हैं मान लीजिये यहां यह VP है और यहां यह HP है और हमारा यह रेक्टेंगल ABCD क्षैतिज तल के सापेक्ष झुका हुआ है हमें यह झुकाव कोण दिया हुआ है जिसको कि हम FV में देख सकते है और यह FV हमें VP पर मिलता है यह HP है और यह TV के बारे में हमें जानकारी देता है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि AD और BC लाइन्स को हम VP पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इस तल का HP के साथ बनने वाला झुकाव कोण बता सकें और यह झुकाव कोण हमें FV में दिखता है जब हम इस रेक्टेंगल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो A और B पॉइंट्स को a और b के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं बिंदु c की बिंदु b से दुरी बिंदु C की बिंदु B से दुरी की तुलना में कम है क्योंकि यह एक प्रोजेक्शन है और एक झुकी हुई लाइन या तल का प्रोजेक्शन हमेशा वास्तविक लम्बाई से छोटा बनता है इसलिए bc लाइन BC की तुलना में छोटी है तो यदि हम इस पिक्चर को फिर से इस तरह 2D में ड्रा करते हैं तो इस तल की लम्बाई नहीं बदलती है जब हम इसे VP में प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बिंदु A और बिंदु B को HP में चिन्हित करते हैं जैसे ही हमें इनकी HP से दूरी का पता चलता है तुरंत ही हम a और b को इस तरह चिन्हित कर देंगे और यह रेक्टेंगल HP के सापेक्ष यह कोण बना रहा है इस कोण को हम VP में देख सकते हैं c और d को एक ही बिंदु पर लिखते हुए हम इन्हे a और b से जोड़ते हुए यह लाइन ड्रा कर सकते हैं क्योंकि यह वह लम्बाई है जो हमें FV में मिलती है तो इस तरह से हम इन लाइन्स को बनाते हैं इसके बाद हम इस तल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं जैसा कि TV से हमें पता है कि बिंदु A VP से कितनी दूरी पर है तो उसी के अनुसार हम बिंदु a को चिन्हित कर देते हैं और इसी प्रकार से बिंदु b को भी अब हम बिंदु a और बिंदु b से होते हुए लोकस लाइन ड्रा करते हैं और जहां पर ये लाइन्स लम्बवत डाले गए प्रोजेक्टर को काटती हैं वहां बिंदु c और बिंदु d चिन्हित करते हैं तो इस तरह हमें काम लम्बाई वाला रेक्टेंगल प्रोजेक्शन में मिलता है अब हम आगे यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते है कि यदि रेक्टेंगल की छोटी साइड चौड़ाई भी HP के सापेक्ष झुकी हुई हो तो इसको पिक्चर के रूप में समझने कि कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वाले केस में हमने इस रेक्टेंगल को HP के सामानांतर लिया फिर हमने केवल इसे HP के सापेक्ष झुकाया अब हम इसे VP के सापेक्ष भी झुकना चाहते हैं तो यह एक तरीके से 3D जैसा बना तो यदि ऐसा है तो आप इसका किस तरह का प्रोजेक्शन देख रहे हैं और क्या आप पूरा रेक्टेंगल देखने की स्थिति में हैं उदाहरण के लिए यह वह एरिया है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन मैं इसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रोजेक्शन के लेवल पर यदि आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका एरिया काफी कम हो गया है तो अलग अलग झुकाव कोणों पर आपको प्रोजेक्शन में यह अलग अलग एरिया का दिखेगा यही कॉन्सेप्ट हम इस बॉक्स को लेकर भी समझ सकते हैं देखिये जिस तरीके आप इसे देखते हैं और जिस तरह से वास्तव में यह है ये दोनों बातें अलग अलग हैं यदि यह एक कोण बना रहा है और इस तरफ से आप इसे देख रहे हो तो मान लीजिये यह एक रेक्टेंगल है और आप इसे देख रहे हैं यदि मैं इसे घुमा भी देता हूँ तो भी आपको वही रेक्टेंगल FV में दिखेगा अब यदि मैं इसे टिल्ट कर देता हूँ तो आप को कुछ और ही दिखेगा जैसा कि यह लाइन भी आपको दिखेगी और यह पीछे कि लाइन भी इस तरह से आप इसे देख सकेंगे तो इसी तरह से अब हम स्लाइड पर इन रेक्टैंगल्स को देखते हैं थर्ड पर्सन की तरह जब आप इसके प्रोजेक्शन को देखते हैं जैसे कि FV में तो इसका प्रोजेक्शन बिलकुल बदल जाता है और यह परलेलोग्राम की तरह दिखता है यह कुछ केसेस में एक ट्रेपेजियम या कोई अन्य आकर का भी हो सकता है इस तरह की वस्तुएं बनाने के लिए यह व्यूज प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मान लीजिए कि आपको एक टेपर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका केवल टॉप व्यू है तो दूसरे व्यूज की जानकारी के बिना इसे बनाना बहुत मुश्किल है और यह सब प्रोडक्शन टीम को साफ साफ शब्दों में बताया जाना चाहिए आइए अब हम सीखेंगे कि रोटेटेड इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट जैसे कि सिंपल रैक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के व्यूज को कैसे बनाएं यदि हम इस रोटेटेड रैक्टेंगल के व्यूज देखते हैं टॉप व्यू में हमें यह घुमा हुआ और सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है और इसी तरह फ्रंट व्यू में यह पूरी तरह पैरेललोग्राम में बदल जाता है आइए अब हम एक प्रश्न लेते हैं यदि हम यह रैक्टेंगल लेते हैं तो सबसे पहले इसे HP के सापेक्ष उठाते हैं ताकि HP के सापेक्ष बनने वाले कोण के बारे में जानकारी मिल सके फिर इस छोटे से किनारे के सापेक्ष इसे इस तरह से घुमाते हैं यदि ऐसा है और हम इन बिंदुओं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट मिलेंगे इसी तरह इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कैसे करें यही सब हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली पिक्चर में जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमें TV में एक रैक्टेंगल और FV में एक लाइन मिलती है फिर जिसमें तरह के जिस भी तरह के प्रोजेक्शन हमें मिलते हैं उन्हें घुमा देते हैं तो हमें लाइन की बजाय यह प्रोजेक्शन मिलेगा और इसी तरह से दूसरे प्रोजेक्शन भी हम बना सकते हैं फिर दूसरी पिक्चर में हमें TV में एक काम लम्बाई वाला रैक्टेंगल और FV में एक झुकी हुई लाइन मिलती है और इसी तरह से अन्य भी आइये समझते हैं कि पहले केस में जब ऑब्जेक्ट HP के समानांतर है यहां 3D में यह रेक्टेंगल HP के समानांतर है तो इसका VP में FV ड्रा करेंगे जो कि एक लाइन ab cd है इसी तरह से सका HP में TV ड्रा करेंगे जो कि एक रेक्टेंगल abcd है अब इस रेक्टेंगल को एक निश्चित कोण से घुमाते हैं मान लीजिये कि 30 डिग्री से हम इसे घुमाना चाहते हैं यह 30 डिग्री कोण हमें कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा यदि हम इस रेक्टेंगल को AB लाइन के सापेक्ष घुमाते हैं तो C और D थोड़ा ऊपर उठ जायेंगे यदि ऐसा है तो हम देखते हैं कि BC लाइन और AD लाइन मिल जाती हैं और FV में 30 डिग्री का कोण बनती हैं तो इस तरह से VP में बराबर लम्बाई की लाइन AD या BC 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ड्रा करते हैं फिर यहां a b c और dलिख देते हैं इसके बाद a और c से नीचे कि तरफ प्रोजेक्टर ड्रा करते हैं जब हम TV से देखते हैं तो यह लम्बाई AB नहीं बदलती है तो सबसे पहले बिंदु a को चिन्हित करते हैं कि यह VP से कितनी दूरी पर है फिर बिंदु b को चिन्हित करते हैं कि वह बिंदु a से कितनी दूरी पर है फिर हम लोकस बिंदुओं c और d को चिन्हित करते हैं इस तरह हम पूरे रेक्टेंगल abcd को बना लेते हैं जैसा कि तीसरे केस में दिखाया गया है अब इस रेक्टेंगल को एक लाइन के सापेक्ष घुमाते हैं तो अब इसका यह TV में दिखने वाला रेक्टेंगल a1b1c1d1 लेते हैं अब हम इसे बिंदु d1 के सापेक्ष घुमाते हैं तो बिंदु c1 यहां से यहां चला जाता है और इसी तरह से अन्य बिंदु a1 और b1 भी घूम जायेंगे आइये हम इसे ड्राइंग शीट का इस्तेमाल कर के समझते हैं यदि हम इस बिंदु को a1 इस बिंदु को b1 इस बिंदु को c1 और इस बिंदु को d1 लिखते हैं अब इनको जोड़ देते हैं तो यह वह रेकटंगले बन जाता है जो कि हमारे पास है हम अब ये चाहते हैं कि इसे बिंदु d1 के सापेक्ष इस रेक्टेंगल को घुमा दें तो हमें इस तरह का प्रोजेक्शन मिलता हैं जिसको हम पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं और अब हम जो अगला प्रोजेक्शन बना रहे हैं वह हमें बिंदु d1 के सापेक्ष घुमाने पर मिलता है यदि ऐसा है तो d1 अपनी जगह पर ही रहेगा और यह तल क्षैतिज अक्ष के साथ झुकाव कोण बनाने वाला है अब मान लीजिये कि ये हमारा क्षैतिज अक्ष है जिसके सापेक्ष हमने इस तल को घुमाया है अब अगले प्रोजेक्शन में हम वह रोटेटेड तल का प्रोजेक्शन ड्रा करने का प्रयास करेंगे तो वापस स्लाइड को देखते हैं तो अब इस रेक्टेंगल a1b1c1d1 जो कि हमने पहले ही बना लिया था को बिंदु d1 के सापेक्ष घुमाते हैं तो इस तरह से हम इसे घुमा देते हैं ध्यान दे कि हम केवल इसे घुमा रहे हैं इसकी साइड्स की लंबाइयाँ वही हैं हम इन्हे बस स्थानांतरित कर दे रहे हैं तो सबसे पहले a1d1 ड्रा करते हैं फिर इसके लम्बवत a1b1 ड्रा करते हैं इसी प्रकार से हम b1c1 और फिर इसके लम्बवत c1d1 ड्रा करते हैं तो इस तरह से हम यह रेक्टेंगल बनाते हैं जब यह रेक्टेंगल बन जाता है तो इसके बाद हम इसका FV देखना चाहेंगे तो इसके लिए हम घुमाये हुए बिंदुओं a 1 b 1 c 1 और d 1 से प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींचते हैं लेकिन दूसरी पिक्चर में हमें झुकाव कोण दिया हुआ है तो इन बिंदुओं a b c और d से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो a से खींची हुए यह लाइन a1 के प्रोजेक्शन को जहां काटती है वहां a1 लिखते हैं और इसी तरह से b1 c1 और d1 लिख देते हैं तो इस प्रकार हमें फाइनल फिगर एक परेललोलोग्राम a1 b1 c1 d1 मिलता है तो आइये उदहारण 1 लेते हैं एक रेक्टेंगल HP पर बना है और उसकी साइड्स 30 mm और 50 mm है छोटी साइड VP से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है जबकि इसकी सतह HP से 45 डिग्री के कोण पर झुकी है यदि ऐसा है तो इसके प्रोजेक्शन ड्रा करो तो हमारे पास एक 30 mm x 50 mm का एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स HP पर तिकी हैं और उसकी एक छोटी वाली साइड VP से 30 डिग्री कोण बनाती है इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम यह रेक्टेंगल लेते हैं और इसकी लम्बाई 50 mm है और चौड़ाई 30 mm है और यह HP पर बना है इसकी एक छोटी वाली साइड VP से 30 डिग्री कोण बनाती है तो यह VP से झुकाव कोण हमें किस तरह से कोनसे व्यू में दिखेगा तो यदि हम इसे इस तरह से घुमाते हैं तो हमें यह झुकाव कोण दिखेगा तो इसे एक ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रा करते हैं यह लाइन हमेशा लम्बी ड्रा करते हैं क्योंकि इस तरह कि प्रॉब्लम हल करने के लिए हमें 2 3 व्यूज बनाने पड़ते हैं तो हम यहाँ XY लाइन के नीचे 30 mm x 50 mm का एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं एक प्लेन से जो कि समानान्तर है फिर यह VP के साथ कोण बनता है और फिर इसके बाद HP के साथ तो मान लीजिये यह एक रेक्टेंगल है इसको पहले VP के सापेक्ष झुकायेंगे फिर एक बिंदु के सापेक्ष घुमाकर HP के साथ बनने वाला कोण लेकर FV बनाएंगे तो इस तरह से हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 30 mm x 50 mm का एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका नाम abcd रख देते हैं इनसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन खींचते हैं जैसा कि हमें नहीं पता है कि यह HP और VP से कितना दूर है तो हम इस एक लोकेशन से शुरू करते हैं तो यह a b दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे और इसी तरह से c और dभी अब यह रेक्टेंगल HP पर बना है और यह छोटी साइड VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है जैसा कि इसकी सतह HP से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो XY प्लेन से 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं यह लाइन उस रेक्टेंगल को प्रदर्शित कर रहा है जो HP से 45 डिग्री का कोण बनता है तो यह जो लम्बाई हमें दिखा रही है वह वास्तविक लम्बाई ही है क्योंकि इसको हमने सिर्फ घुमाया ही है तो इस लाइन a d या b c की लम्बाई उतनी ही है यानि कि 50 mm है तो इसका मतलब यह है कि यदि हम इस रेक्टेंगल को FV में देखते हैं तो यह 45 डिग्री का कोण बनाते हुए दिखाई देता है अब इनके प्रोजेक्शन रोलर स्केल का उपयोग करते हुए नीचे की तरफ बनाते हैं और पहले केस के TV से क्षैतिज प्रोजेक्शन बनाते हैं ये दोनों प्रोजेक्शन्स एक दूसरे को काटते हैं तो हम इसे गहरा कर देते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 30 mm x 50 mm के एक रेक्टेंगल को 45 डिग्री से HP से झुकाने पर हमें TV में एक छोटा रेक्टेंगल मिलेगा तो इसको a1b1c1d1 नाम दे देते हैं अब हम इस पूरे रेक्टेंगल को बिंदु a1 को केंद्र मानते हुए हुए घुमाते हैं जैसा कि दिया हुआ है कि छोटी साइड VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो छोटी साइड a1b1 है तो a1b1 को इस तरह से बनाते है कि यह XY प्लेन से 30 डिग्री का कोण बनाये और इस रेक्टेंगल कि भुजाओं की लम्बाई स्थानांतरित कर देते हैं तो यहाँ ड्राइंग शीट पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि 30 डिग्री पर झुका हो तो सबसे पहले इस बिंदु a1 को लोकेट करते हैं और फिर छोटी साइड a1b1 ड्रा करते हैं जो 30 डिग्री का कोण बनाती है तो यह 30 डिग्री का कोण है और हमें इस बिंदु a1 को लोकेट करना है तो a1 के सापेक्ष घुमाने पर प्रोजेक्शन वही रहने वाले हैं तो हम TV2 से a1 का लोकस ड्रा करते हैं और जहाँ यह 30 डिग्री वाली लाइन को काट ता है वह a1 है तो यह वह बिंदु है जिसके सापेक्ष हम इस रेक्टेंगल को 30 डिग्री से घुमाने वाले हैं यदि ऐसा है तो अब a1 को केंद्र मानते हुए a1b1 लम्बाई स्थानांतरित करते हैं और यहां बिंदु b1 लिखते हैं अब a1 और b1 को जोड़ देते हैं अब इस लाइन a1b1 के लंबवत हम दूसरे बिंदु c1 और d1 चिन्हित करते हैं तो बिंदु a1 और b1 से लम्बवत लाइन ड्रा करते हैं और इन पर b1c1 एवं a1d1 लम्बाईयाँ स्थानांतरित करते है वहां c1 और d1 लिख देते हैं फिर इन सब बिंदुओं को जोड़ देते हैं अब इन सब बिंदुओं a1 b1 c1 और d1 से होते हुए ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो जहाँ b प्रोजेक्शन का b के लोकस के साथ इंटरसेक्टिंग बिंदु को b कहते हैं इसी तरह से अन्य भी जैसे कि a का a के साथ a c का c के साथ c और d का d के साथ d फिर इन लाइन्स को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमें मिला वह एक परलेलोग्राम a b c d है लेकिन वास्तव में तो यह एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल को हमने 30 डिग्री से घुमाया है और फिर इसे फ्रंट व्यू में देखने से यह ऐसा दिखता है तो कुछ मायनो में व्यूज गलत प्रतीत होते हैं यह भी हो सकता है कि यह व्यूज हमें किसी वस्तु का वास्तविक आकार नहीं बताएं जब एक ऑब्जेक्ट को रोटेट या लिफ्ट या कुछ ऐसा ही करते हैं तो टॉप व्यू या साइड व्यू में देखने से सारी ट्रू लेंथ बदली हुई सी दिखती हैं तो ये प्रोजेक्शन्स और ड्राइंग से सम्बंधित यह कोर्स इन्हे समझने में हमारी सहायता करता है ताकि हम इन् ऑब्जेक्ट का वास्तविक आकार देख सकें तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी इसी तरह से की जाती है तो हमारे पास परलेलोग्राम a b c d है कुछ रोटेशन करवाकर हम वास्तविक रेक्टेंगल abcd हमारा ट्रू शेप वाला है को प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से एक ऑबजेक्ट को रोटेट कर के पुनः उसका वास्तविक रूप बनाया जा सकता है जैसा कि हमने इस रेक्टेंगल के लिए देखा अगली क्लास में हम इन प्लेन्स के बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे